नमस्कार दोस्तों आज हम अपने कोर्स सॉफ्ट स्किल्स डेवलपमेंट की शुरुवात करने जा रहे है और इसका पहला विषय है अंडरस्टैंडिंग द कम्यूनिकेटिव एनवायरनमेंट और इसका कारण यह है कि यह पाठ्यक्रम का एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है मैं अब से कुछ मिनटों में आपको इस बारे में बताऊंगा लेकिन आइए हम अगले 30 मिनट में अवलोकन पर नजर डालते हैं या आप निम्नलिखित क्षेत्रों पर नजर डालिये और मैं इसका विवरण आपको समझाता हूँ पाठ्यक्रम शुरू करने से पहले इस पाठ्यक्रम के बारे में कुछ बातें हैं जो मैं आपसे बहुत ध्यान से सुनने के लिए कहूंगा पहला अंक यह है कि कृपया बार बार चर्चा मंच डिस्कशन फोरम discussion forum का संदर्भ लें क्योंकि यह वह जगह है जहां विभिन्न गतिविधियां प्रश्नोत्तरी क्विज़ Quiz सर्वेक्षण बातचीत इंटरैक्शन Interaction हो रहे हैं और महत्वपूर्ण लिंक भी प्रदान किए जाएंगे हमारे पाठ्यक्रम में सर्वेक्षण बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और यह उम्मीद की जाती है कि आप यह सर्वेक्षण करेंगे ठीक है और उनके पास आपके क्विज़ प्रश्नों साप्ताहिक क्विज़ प्रश्नों के साथ अंकों के संदर्भ में बल भार वेटेज Weightage की एक निश्चित मात्रा है और फिर आपके पास निश्चित रूप से क्विज़ हैं और जैसा कि मैंने कई अन्य सोशल मीडिया गतिविधियों का वादा किया है जिसकी हम समय समय पर चर्चा मंच में घोषणा करेंगे और जब यह पाठ्यक्रम के विभिन्न अन्य पहलुओं की बात आती है तो कृपया परिचयात्मक वीडियो और लिखित पाठ्यक्रम घटकों को भी देखें जो पहले से ही प्रत्येक सप्ताह समय समय पर प्रदान किए गए हैं लेकिन जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था पहले दूसरे और तीसरे हफ्ते हमारा ध्यान संचारकम्युनिकेशन communication पर होने वाला है वास्तव में इस पावर पॉइंट में कुछ पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो पाठ्यक्रम के पहले कुछ हफ्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है अब मैं आपके साथ जल्दी से नरम कौशलसॉफ्ट Soft Skills और संचार कम्युनिकेशन Communication के बीच का संबंध साझा करता हूं कुछ अर्थों में नरम कौशल सॉफ्ट स्किल्स Soft Skills को सुपर सेट और कम्युनिकेशन को सब सेट माना जा सकता है और जैसा कि आप देख सकते हैं यदि हम नरम कौशल सॉफ्ट स्किल्स Soft Skills की परिभाषा देखते हैं तो आप पाएंगे की नरम कौशल सॉफ्ट स्किल्स Soft Skills सोशल ग्रेस हैं जिसका अर्थ है शिष्टाचार जिस तरह से आप लोगों और विभिन्न प्रकार के भावनात्मक और संज्ञानात्मक ट्रेडों के साथ बातचीत करते हैं यह विभिन्न चैनलों जैसे कि मौखिक अशाब्दिक दृश्य और श्रवण के माध्यम से संचार करने की आपकी क्षमता दर्शाता है दूसरी चीजें भी जाहिर है नरम कौशल का एक हिस्सा हैं लेकिन जैसा कि मैंने यहां पर प्रकाश डाला है ये कुछ महत्वपूर्ण सॉफ्ट स्किल्स हैं जो संचार से संबंधित हैं और हम ऐसा पहले कुछ हफ़्ते में बहुत विस्तृत तरीके से इनपर चर्चा करेंगे अब अगर आप सॉफ्ट स्किल्स की तुलना हार्ड स्किल्स से करना चाहते हैं तोह सॉफ्ट स्किल्स को मापना मुश्किल है परिणाम निर्धारित करना मुश्किल है क्योंकि वे आपके गुणात्मक ट्रेडों आपके व्यक्तित्व आपकी भावनाओं को संदर्भित करते हैं जिस तरह से आप उन्हें प्रदर्शित करते हैं और वह सब मापने योग्य नहीं हैं उदाहरण के लिए आप एक कंप्यूटर प्रोग्रामर के रूप में कितने अच्छे हैं या हम कहें कि आप कितने अच्छे मैकेनिकल इंजीनियर हैं या आप किसी चीज को संपादित करने में कितने अच्छे हैं इन सारे कौशलों को मापना और मात्रा निर्धारित करना आसान है इसलिए दोनों के बीच अंतर और सॉफ्ट स्किल्स के संदर्भ में संचार के महत्व पर प्रकाश डालना आवश्यक है अब हम शुरू करते हैं मौलिक प्रश्न के साथ कि कम्युनिकेशन क्या है अब कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर देना एक अर्थ में बहुत आसान है और दूसरे अर्थ में उत्तर देना बहुत कठिन है उदाहरण के लिए यदि मैं आपसे प्रश्न पूछूं जीवन क्या है तो निश्चित अर्थ में उत्तर देना बहुत आसान है आपके पास परिभाषाओं की एक विस्तृत श्रृंखला होगी लेकिन फिर कुछ वजह से इसका उत्तर देना बहुत मुश्किल है इसलिए यह समझने की कोशिश करने के बजाय कि वास्तव में कम्युनिकेशन क्या है आइए हम इसका पता लगाने की कोशिश करें और इसके कुछ घटकों को देखें और संभवतः एक बेहतर विचार प्राप्त करेंगे और मूल रूप से संचार के लिए सहमत होंगे पहला अंक जो मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं या इंगित करना चाहता हूं आपको संचार के बीच अंतर करना चाहिए जहां किसी व्यक्ति का संचार करने का इरादा होता है जहां कोई व्यक्ति संवाद करने का इरादा नहीं रखता है और यह बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि हम अशाब्दिक संचार बॉडी लैंग्वेज के कुछ पहलुओं पर आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये झूठ बोलने सच्चाई बताने से जुड़े हुए हैं और हम उम्मीद करेंगे जैसे ही हम इस कोर्स के लिए आगे बढ़ते हैं इससे संबंधित कुछ बहुत ही सुखद अनुभव आपको होंगे लेकिन कोवर्ट स्पष्ट है कोवर्ट एक ऐसी चीज है जिसे आप कम्युनिकेशननहीं करना चाहते हैं लेकिन आप इसे छुपा भी नहीं पाते उदहारण के तौर पे कोई व्यक्ति गुस्सा है लेकिन दिखाना नहीं चाहता हैलेकिन फिर भी यह उसके चेहरे पर दिखाई दे जाता है अब एक निश्चित तरीके से कोवर्ट संचार होगा जिस तरह से हम इसे इस विशेष संदर्भ में समझना चाहते हैं गुप्त संचार का अर्थ किसी ऐसे व्यक्ति के साथ गुप्त रूप से संवाद करना भी हो सकता है जिसे आप समूह के बीच बिना बोले कुछ सन्देश देना चाहते हैं लेकिन हम यहाँ ऐसे संचार की बात कर रहे हैं जिसे हम रोज़ मर्रा की ज़िन्दगी में उपयोग करते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि सामाजिक व्यवहार के नाते बहुत बार हम उन चीजों से संवाद करते हैं जो हम नहीं करना चाहते हैं या जिन्हे हम गलत समझ रहे हैं और इसलिए हम इसे संचार का बहुत महत्वपूर्ण पहलू मानते हैं अब अगला अंक यह है कि क्या आप ऐसी स्थिति के बारे में सोच सकते हैं जहां कोई व्यक्ति किसी भी चीज का संचार नहीं कर रहा है और जो चीज हमारे दिमाग में तुरंत आती है वह यह है कि कोई व्यक्ति सो रहा है लेकिन फिर भी वह व्यक्ति हमे सन्देश डे रहा है की वह सो रहा है अब आप तर्क दे सकते हैं कि मौत का क्या मतलब है कोई व्यक्ति मर चुका है हम हमेशा कह सकते हैं कि कम से कम हम यह पहचानने में सक्षम हैं कि यह व्यक्ति मर चुका है जो व्यक्ति सो रहा है वह सपना देख सकता है इसलिए कुछ अर्थों में हालांकि वह हमारे साथ संवाद नहीं कर रहा है वह किसी प्रकार का संचार खुद के साथ कर रहा है मृत्यु के मामले में व्यक्ति अब हमारे साथ संवाद करने की स्थिति में नहीं है लेकिन कम से कम हमें उसकी स्थिति के बारे में पता चल जाता है तो उसका शरीर या उसके जीवन की कमी और स्थिर शरीर हमारे लिए कुछ संचार करने का प्रबंधन करता है इसलिए फिर से यह बहुत महत्वपूर्ण है और हमें इसके बारे में पता होना चाहिए अब दिलचस्प बातों में से एक है की जब हम कोवर्ट कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं जहां हमारा इरादा संचार करने का नहीं है जैसे की शर्लक होम्स की कहानियों की जासूसी कहानियों में है आप सबूत का एक हिस्सा देखते हैं संचार का एक हिस्सा प्रस्तुत किया जाता है लेकिन कहीं न कहीं आप पाते हैं कि कुछ तत्व खाली हैं तो जासूसी का काम खली तत्वों को ढूंढना है ताकि कहानी के अंत में संचार प्रक्रिया पूरी हो जाए आप अंत में देखेंगे की जासूस चाहे वह शर्लक होम्स है या पोर्कुले पोयरोट वह पूरी कहानी समझा रहा है वह बताता है की वह कैसे लापता लिंक की पहचान करने में सक्षम है तो आप पाते हैं कि जब हम मस्ती या रोमांचक के संदर्भ में देख रहे होते हैं तो दिन प्रतिदिन के जीवन के अलावा रोमांच में हम पाते हैं कि संचार के साथ हम खेलते हैं और यह बहुत महत्वपूर्ण है विशेष रूप से कोवर्ट कम्युनिकेशन क्योंकि छुपे हुए सन्देश का पता लगाना हमेशा एक चुनौती होती है अब यह संचार के लिए एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है और हम आगे बढ़ने पर इसमें से कुछ पर चर्चा करेंगे अब संचार कौन करता है शरीर संचार करता है क्रिया गैर क्रिया एक मृत शरीर भी संवाद करता हैं शब्द संवाद करते हैं मौन भी संचार करते हैं कोई क्रोधित होता है मौन होता है वह भी संवाद करता है पहनावा संचार करता है पर्यावरण विभिन्न चीजें जो उनके आस पास हैं संचार करती हैं चित्र और चीजें संवाद करती हैं संगीत संचार करती हैं आप वास्तव में विभिन्न चीजों की एक सूची बनाने के लिए बैठ सकते हैं जो संवाद करते हैं और आपको शायद यह जानकर आश्चर्य होगा कि शायद ही ऐसा कुछ हो जो संवाद न करता हो यदि आप अभी अपने चारों ओर देखते हैं तो आप शायद पाएंगे कि वहां जो कुछ भी है वह आपको कुछ जानकारी प्रदान करने का प्रबंधन करता है और इस अर्थ में हर वस्तु एक विशेष संदर्भ में संवाद करने की क्षमता रखती है और ये ऐसी बातें हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे क्योंकि अब तक शायद आपको पहले ही पता चल गया है कि संचार सरल नहीं है जटिल है और हम बस इस जटिलता मे से कुछ को छूएंगे और इसे सॉफ्ट स्किल से संबंधित करेंगे और वे सॉफ्ट स्किल के संदर्भ में महत्वपूर्ण क्यों हैं अब जहां हमने संचार के कई चैनलों के बारे में बात की थी उनका मूल रूप से क्या मतलब है संचार विभिन्न तरीकों से हो सकता है शरीर को संचार के लिए एक चैनल के रूप में माना जा सकता है आपकी आवाज़ आपका भाषण आपका पाठ इसी तरह से हमें यह कहने दें कि आपके चेहरे के भाव यह सब संचार करता है यदि कोई टाइपिंग कर रहा है जिसे संचार का एक चैनल माना जा सकता है इसलिए जब हम संचार के चैनलों को देख रहे हैं तो कई हो सकते हैं कभी कभी वे संघ में हो सकते हैं कभी वे संगत हो सकते हैं कुछ अन्य समय वे एक तरह से कार्य कर सकते हैं तोह दूसरे समय उसके विपरीत उदहारण के तौर पे हम कहते हैं कि आप मुस्कुरा रहे हैं लेकिन आप खुश नहीं हैं तो दो चैनल हैं और यदि आप ऐसे शब्द कह रहे हैं जो कठोर हैं लेकिन आप मुस्कुरा रहे हैं या आप ऐसी बातें कह रहे हैं जो विनम्र हैं लेकिन आप गुस्से में हैं तो दो चैनल हैं और वे एक दूसरे के साथ संघर्ष में हैं इसलिए जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपका संचार कठिन अस्पष्टता हो सकता है अस्पष्टता एक ऐसी चीज है जहां संचार बहुत स्पष्ट नहीं है अब यदि आप जैक केरौक द्वारा हाइकु जापानी रूप में जानी जाने वाली इस विशेष लघु कविता को देखते हैं तो आप पाते हैं कि पंक्तियों को समझना मुश्किल है स्नो इन माय शू अबंदोनेद सपररजव्स नेस्ट Snow in my shoe abandoned sparrows nest मान लीजिए कि हाइकु को कविता का अर्थ अस्पष्ट है संभव है कि आप कविता की व्याख्या करने के संभावित तरीकों को समझेंगे उन तरीकों में से एक है की जब कोई बर्फ को देखता है जो जूते के दाईं ओर है अब यह परित्यक्त गौरैया के घोंसले जैसा दिखता है तो दूसरा रूपक यह है दोनों के बीच कुछ खास समानता है जो कवि द्वारा खोजा गया है और वहां चित्रित किया गया है अब हाइकु वास्तव में क्या व्यक्त करना चाहता है यह एक क्षण का गहरा अहसास है आश्चर्य चकित अहसास है अद्भुत अहसास है लेकिन जहतक हमे वह संदर्भ नहीं मिलता पृष्टभूमि नहीं पता चलती ताबतक हम उस कविता को समझने की स्थिति मे नही होंगे अब सामान्य रूप से कविताएं अस्पष्ट हैं क्योंकि आप इसे विभिन्न तरीकों से व्याख्या कर सकते हैं उदाहरण के लिए मैं अब एक विशेष तरीके से व्याख्या करता हूं लेकिन हमेशा एक संभावना है कि आप एक अलग तरीके से व्याख्या करेंगे जिससे इस कविता का तीसरा अर्थ निकल सकता है संचारी संदर्भ में वास्तव में व्याख्या का क्या अर्थ है व्याख्या करना समझ बनाना है और जब हम संचार के संदर्भ में चीजों या संदेशों का बोध कराते हैं तो अन्य चीजों की संख्या निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हम उस संदेश को कैसे समझते हैं जो व्याख्या है हम थोड़ी देर बाद व्याख्या के बारे में बात करेंगे और यहाँ हम उसी का उदाहरण देते हैं भारतीय जैन परंपरा में हमारे पास छह अंधे पुरुषों की कहानी है जो अनुभव करना या अनुभव को परिभाषित करना चाहते थे कि एक हाथी कैसा था जाहिर है उन्होंने एक हाथी के अलग अलग हिस्सों को छुआ और अलग अलग जवाबों के साथ आए कि यह कैसा था तो उनकी परिभाषाएँ भिन्न हैं किसी ने कहा कि यह एक पेड़ की तरह है किसी ने सांप या दीवार की तरह शरीर के जिस हिस्से को उन्होने छुआ उसके आधार पर अलग अलग व्याख्या की अब कई बार जब हम किसी को देखते हैं हमारी व्याख्या अलगअलग सन्दर्भ मेंअलग हो सकती है एक ही वस्तु जब एक संदर्भ में देखने से एक सन्देश देगी तो वहीँ दूसरे सन्दर्भ में देखने से दूसरा सन्देश देगी उदाहरण के लिए एक ग्लास को प्रकाश में और अंधेरे मे या अर्ध अंधेरे में एक ही ग्लास प्रस्तुत किया जाता है तो एक ही चीज़ के दो अलग अलग दृश्य प्रस्तुत होते हैं तो दो दृश्यों के अनुभव की व्याख्या बहुत अलग होनी चाहिए इसलिए व्याख्या बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है विशेष रूप से सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में जब हम लोगों के साथ लेन देन करते हैं जब हम लोगों के साथ बातचीत करते हैं जब हमारे पास खेलने के लिए आने वाले समूह की गतिशीलता होती है आकलन अनुमान लगाना किसी का क्या मतलब होता है इसलिए यह एक महत्वपूर्ण शब्द है जो आगे बढ़ने पर बार बार आएगा हम पहले ही संचार के चैनलों के बारे में बात कर चुके हैं यहां उन चैनलों के चित्र हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा था शब्द बोले जा सकते थे लिखे जा सकते थे गैर शब्द ध्वनि होती है रंग प्रकाश चित्र और वस्तुएं के द्वारा संदेस दिया जाता है यहां तक कि डिजिटल सिग्नल फाइबर ऑप्टिक लाइन है जो इसे या वायरलेस को संचार कर रहा है यहा संचार का एक चैनल माना जाता है इसलिए अगर मैं बधिर और गूंगे लोगों के लिए सांकेतिक भाषा का उपयोग कर रहा हूं वह भी संचार का एक चैनल होता है अगर मैं एक पेंटिंग का उपयोग कर रहा हूं तो यह संचार का एक चैनल बन जाता है इसे संचार के चैनल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है अब मुझे पता है कि यह थोड़ा छोटा लग सकता है लेकिन आप देखते हैं कि बहुत समय से लोग संचार के मॉडल बनाने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए हम इस मॉडल के विवरण पर नहीं जाएंगे लेकिन एक त्वरित रूप पर्याप्त होगा पहला मूल सबसे अल्पविकसित वह स्थान है जहां आप यह पहचानते हैं कि किसी भी तरह के संचार में एक सेन्डर और एक रिसीवर है लेकिन यह पर्याप्त नहीं है आपके पास एक संदेश होना चाहिए तो और एक माध्यम है जिस से इस संदेश को संप्रेषित किया जाना है यदि आप टेलीफोन के बारे में कह रहे हैं तो यह माध्यम तार है यदि आप दो लोगों के बारे में एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो उनकी आवाज़ एक चैनल है और जो कुछ भी वे स्पष्ट करते हैं वह संदेश है और फिर हम लेन देन के मॉडल पर आगे बढ़ते हैं जहाँ बातचीत यह केवल एक दिशा से दूसरी दिशा में जाने का एक तरीका नहीं है बल्कि यह एक प्रक्रिया है जहाँ दो लोग परस्पर क्रिया कर रहे हैं विभिन्न संचार के मॉडल है कन्स्ट्रक्शनिस्ट गोफमैन और कई दूसरे सिद्धांतवादी जिनमें लिंगिसत्स शामिल हैं जो डिकोडिंग एन्कोडिंग चैनल फीडबैक के बारे में बात करते हैं और हम अब से कुछ समय बाद इनमें से कुछ मुद्दों पर गौर करेंगे तो यह संचार की प्रक्रिया का एक बहुत ही सरल उदाहरण है जहां हमारे पास एक सेन्डर है और हमारे पास एक रिसीवर है लेकिन आप देखते हैं कि आप हमेशा प्रक्रिया को उलट सकते हैं रिसीवर सेन्डर बन सकता है और सेन्डर रिसीवर बन सकता है इस तरह आप देखते हैं कि एक रैखिक मोड संचार का एक ट्रांजेक्शनल मोड बन जाता है क्योंकि अगर मैं आपसे बोल रहा हूं और फिर आप मुझे जवाब दे रहे हैं तो यह अब संचार की एक रैखिक प्रक्रिया नहीं है उदाहरण के लिए आज आप मेरी बात सुन रहे हैं यह कुछ अर्थों में रैखिक संचार है क्योंकि मैं संदेश भेजने वाला हूं और आप संदेश के रिसीवर हैं मैं वक्ता हूं और आप श्रोता हैं लेकिन जिस क्षण हमारी चर्चा होती है तब यह गैर रैखिक हो जाता है क्योंकि आप मेरे द्वारा की गई विभिन्न चीजों का जवाब दे रहे हैं मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूं और यह संवाद का गैर रेखीय तरीका बन गया है इनफिनिट मॉडल इस पर कब्जा करता है और इस विनोदी पूर्वकHumorously के कुछ निहितार्थ हैं अगर हम यह देखना शुरू कर दें कि लोगों ने संवाद करना क्यों शुरू किया तो हम पाते हैं कि लोगों ने संवाद करना शुरू किया ताकि चीजें आसान हो सकें जीवन आसान हो सके संचार कई उदाहरणों में सहयोग करने की एक प्रक्रिया है यही प्रारंभिक कारण है कि हम चीजों को बनाने के लिए संवाद करते हैं अगर मैं कुछ और नहीं कर पा रहा हूं तो कोई और मेरे लिए करता है हम सहयोग करते हैं और एक सभ्यता के लिए समाज के निर्माण के लिए यह सब चीजें करने के लिए संचार का निर्माण आवश्यक हो जाता है लेकिन इस प्रक्रिया को अगर हम ध्यान से देखें तो हम पाते हैं कि किसी भी समय संचार कम नहीं हुआ है हम जितना अधिक संवाद करते हैं उतना ही संवाद करने की आवश्यकता बढ़ती है मुझे लगभग 20 साल पहले या 18 साल पहले का एक समय याद है जब मैं आईआईटी प्रणाली में शामिल हुआ था जब मैं अपने कुछ दोस्तों के लिए अपने माता पिता के लिए पत्र लिखता था कार्ड पोस्ट करता था लकीन अब हमारे पास एक ऐसी स्थिति है जहां हम औसतन प्रतिदिन कम से कम 50 से 25 ईमेल प्राप्त करते हैं और उनमें से कम से कम दस से पंद्रह उत्तर देते हैं और हमारे पास एसएमएस होते हैं हमारे पास टेलीफोन होते हैं इसलिए यदि हम बीस वर्षों में संचार की मात्रा देख रहे हैं तो यह वास्तविक रूप से बढ़ी है इसलिए यदि आप चीजों को सरल बनाने के लिए संचार को देख रहे हैं तो वास्तव में यह काम नहीं किया है लेकिन उस तरह का चित्रण उस इनफिनिट मॉडल को दिखाता है जिसे स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जा रहा है इनफिनिट मॉडल मे हम जो देख रहे हैं वह एक सेन्डर और एक रिसीवर है लेकिन जैसा कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं रिसीवर सेन्डर बन जाता है और जब तक किसी की मृत्यु नहीं होती है जब तक कि किसी कारण से संचार नेटवर्क नहीं टूटता है यह प्रक्रिया एक अनंत समय तक होती है अब संचार की बाधाओं पर आतें हैं बाधाएं वह चीजें हैं जो संचार को रोकती हैं हम कहते हैं कि मैं आपसे बात कर रहा हूं और संकेत कमजोर हैं या मैं आपसे बात कर रहा हूं इंटरनेट कनेक्शन नहीं है यह संचार की बाधा है एन्कोडिंग एक बहुत ही बुनियादी स्तर पर विभिन्न तरीकों से होता है मैं जिस भाषा का उपयोग कर रहा हूं वह एक भाषा है जो किसी ऐसे व्यक्ति को समझ नहीं होगा जो ओडिशा या पश्चिम बंगाल में स्थापित ग्रामीण है इसलिए वह इस भाषा को डिकोड करने का प्रबंधन नहीं करता है इसलिए एक बहुत ही सरल स्तर पर मैं अंग्रेजी भाषा में एन्कोडिंग कर रहा हूं और आप अंग्रेजी भाषा में डिकोडिंग कर रहे हैं लेकिन अगर कोई व्यक्ति यह भाषा नहीं जानता है तो वह व्यक्ति इसे डिकोड नहीं कर पायेगा एन्कोडिंग और डिकोडिंग एक डिजिटल स्तर पर भी होता है क्योंकि आप डिजिटल सिग्नल प्राप्त करने में सक्षम होते हैं और वे आपके लिए एक अनुरूप छवि बनाते हैं जिसे आप देख सकते हैं तो वह दूसरी एन्कोडिंग और डिकोडिंग प्रतिक्रियाएं प्रतिपुष्टी को स्वीकार करती हैं यह लेन देन की पूरी प्रक्रिया है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे इस समय हमे फिल्टर्स के बारे भी बात करनी चाहिए फ़िल्टर ऐसी चीजें हैं जो हमें व्याख्याओं के साथ मदद करती हैं जिस तरह से हम चीजों को समझते हैं वह काफी हद तक उस पर निर्भर करता है जिसे फिल्टर के रूप में जाना जाता है इसलिए संचार को प्रभावित करने वाली संचार को बाधित या संशोधित करने वाली चीजों को फिल्टर और बाधाओं के रूप में समझा जाना चाहिए और फिल्टर इनमें से किसी भी चीज का हो सकता है जैसे ज्ञान स्थिति संस्कृति भावनाएं संदर्भ लिंग और उम्र यह सब फिल्टर के रूप में कार्य कर सकते है आइए हम एक दृष्टांत लेते हैं इस कोक की व्याख्या कैसे की जा सकती है जब आप इसे इन सात या आठ चीजों के माध्यम से अलग अलग तरीकों से फ़िल्टर कर रहे हैं तो इस बारे में ज्ञान को समझा जा सकता है कि कोक कहाँ बनाया जाता है इसमें क्या होता है इसके रासायनिक घटक क्या हैं कोक मतलब आपकी शराब पीने की संस्कृति से आपकी सामाजिक स्थिति प्रभावित होती है जिसमें संस्कृतियों युवा संस्कृतियों युवा बच्चों की संस्कृतियों मे कोक को बढ़ावा मिलता है कुछ संस्कृतियां हैं जहां कोक को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है कोक भावनाओं को कोक उत्तेजित बच्चों को बुजुर्ग लोगों को उत्तेजित नहीं किया जा सकता है संदर्भ आपको प्यास लग रहा है और आप कोक चाहते हैं लिंग मे आप कुछ और पीने के लिए प्रभावित हो सकते हैं इस पर निर्भर करता है कि क्या आप पुरुष हो या महिला बड़े उम्र के कई लोग ऐसा महसूस नहीं करते हैं तो आप देखते हैं कि इस मामले में वही वस्तु है लेकिन इसकी छवि एक अलग प्रकार की प्रतिक्रियाओं को हटा सकती है और जिन विभिन्न घटकों को हमने बाएं हाथ की ओर रेखांकित किया है क्या आप सॉफ्ट स्किल के सामान्य संदर्भ में भी बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं क्योंकि वे इस बात में बहुत प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं कि आप किस तरह से सकारात्मक सोच या नकारात्मक सोच रखते हैं जब आप सॉफ्ट स्किल में अच्छे होने की बात करते हैं तो आप कैसा प्रदर्शन करते हैं और नहीं अब बाधाओं के बारे में बात करते हुए मैंने पहले ही कहा है कि बाधाएं क्या हैं अगर आप इस धारणा के साथ शुरुआत करते हैं कि आपके पास सॉफ्ट स्किल्स के बारे में जानने के लिए कुछ भी नहीं है अब यह एक तरह का पूर्वाग्रह है अगर आपके पास इस तरह का पूर्वाग्रह है तो आपको सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं होगी तो यह एक बाधा के रूप में कार्य करता है जब हम भावनाओं के बारे में बात कर रहे होते हैं तो आप अगर परेशान होते हैं या आप बहुत खुश होते हैं या ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं तो आपको कुछ भी सुनने का मन नहीं है इसलिए यह एक बाधा माध्यम के रूप में कार्य करता है जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह माध्यम किसी भी विशेष समय पर टूट सकता है भाषा के बारे में बाहरी बातें एक बाधा है आप उस भाषा को नहीं जानते हैं जो समस्या का शोर पैदा कर सकती है और हस्तक्षेप हम पहले ही समझ चुके हैं अब इस संक्षिप्त परिचय के अंत में हम मुख्य अंकों के सारांश को देखेंगे क्योंकि वे हमारी प्रत्येक वार्ता के लिए हमारी मदद करने जा रहे हैं जो मैं आपको देने जा रहा हूं आपके पास महत्वपूर्ण अंक का एक संक्षिप्त सारांश होगा जिसे आप हमेशा जल्दी से देख सकते हैं यह महसूस करना महत्वपूर्ण है कि संचार या संचार का परिचय यहां समाप्त नहीं होता है क्योंकि संचार की विभिन्न श्रेणियां हैं विभिन्न तरीकों से हम संवाद करते हैं संचार के चैनल जो हमने इस समय तक विस्तृत रूप से चर्चा नहीं की है इसलिए हम वार्ता में उन मुद्दों को देख रहे हैं जिनका अनुसरण करना है और जिस बातचीत का अनुसरण करना है वह फिर से संचार के बारे में है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह सॉफ्ट स्किल के संदर्भ में बहुत प्रासंगिक है और मैं उस से संबंधित प्रासंगिक अंकों की कुछ उदाहरण देना चाहूंगा